लेक्चर के इस सेट में हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेकर एक्स रे और यहां तक कि ऊर्जा में भी उच्च तकनीक का पता लगाने की तकनीक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक हो सकती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हैं और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और हम इसकी प्रथाओं की एक बहुत बहुत विस्तृत श्रृंखला होती है हम पिछली सीख से याद करते हैं कि आप शास्त्रीय रूप से की इंटरेक्शन है जो यह निर्धारित करती है कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देखते हैं तो आइए कुछ स्लाइड्स पर इसे जानते हैं हम उन्हें इन प्रश्नों की मात्रा निर्धारित करते हुए देखेंगे इस मॉड्यूल में कई लेक्चर शामिल होंगे पहला लेक्चर परिचयात्मक अवधारणाओं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर है प्रारंभ में हम परिचयात्मक अवधारणाओं को देखेंगे यदि समय मिलता है तो यह लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जारी रहेगा अन्यथा यह बाद के लेक्चर में किया जाएगा आइए देखें कि अब तक हमने कौन सी चीजें पूछी हैं कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन क्यों करते हैं आइए विद्युत के बारे में सोचते हैं आप जिस भी प्रयोगशाला में जाते हैं आप देखते हैं कि वे निम्नलिखित कार्य करने के लिए एक या दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का उपयोग करते हैं संभावित रूप से नए यौगिकों की पहचान करने में यदि वे हमारे संश्लेषण का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें l यह मात्रात्मक पहचान का उपयोग करती हैं तो हम उन्हें एक एक करके देखेंगे हमें यह समझना होगा कि स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है इससे पहले कि हम यह कह सकें कि हम अध्ययन क्यों करना चाहते हैं लेकिन सवाल यह है कि विषयों को समझने की क्या प्रेरणा में निहित हैं जड़ता के साथ काम करता है जिसे आप यहां चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में समझेंगे आप में से कुछ लोग प्रयोगशाला में गए हैं हालांकि यह पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में क्या होता है यह काफी महंगा प्रयोग है लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का उपयोग दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है उदाहरण के लिए एमआरआई यह आपके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है एक्स रे आपके लिए एक और प्रसिद्ध उदाहरण है l सबसे प्राथमिक स्तर की पहचान इत्यादि कर सकते हैं तो माइक्रोस्कोपी स्तर पर जाहिर है इसका कारण यह है कि सभी क्वांटम यांत्रिक विचार का अध्ययन करने की अनुमति देता है